नमस्कार हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के पाठ्यक्रम के तीसरे सप्ताह में आपका स्वागत है इसलिए आज हम नेटवर्क थ्योरम पर चर्चा शुरू करेंगे और इस विशेष व्याख्यान में हम लीनियरटी प्रॉपर्टी और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे तो आइए हम लीनियरटी प्रॉपर्टी पर शुरू करते हैं लीनियरटी क्या है लीनियरटी एक एलिमेंट का गुण है जो कारण और प्रभाव के बीच एक लीनियर संबंध का वर्णन करता है तो एक कारण इनपुट हो सकता है जैसे यदि आप वोल्टेज या करंट इनपुट प्रदान करते हैं जो एलिमेंट की एनर्जी को अवशोषित करने या फैलाने का कारण बनता है एक वोल्टेज या सोर्स सर्किट के अंदर कुछ घटनाएं पैदा कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप आप कुछ आउटपुट वोल्टेज या करंट किसी विशेष एलिमेंट प्राप्त करेंगे जो इस मामले में कारण और प्रभाव संबंध लीनियर होता है हालांकि अब प्रॉपर्टी इस विशेष व्याख्यान में सर्किट एलिमेंट्स को प्रबंधित करने के लिए लागू होती है हम अपनी प्रयोज्यता को केवल रजिस्टर्स तक सीमित कर देंगे क्योंकि रजिस्टर्स के संदर्भ में प्रॉपर्टी को समझना हमारे लिए आसान है और फिर हम अन्य लीनियर एलिमेंट्स जैसे कि इंडक्टर और कैपेसिटर पर विचार कर सकते हैं अब लीनियरटी प्रॉपर्टी होमोजेनििटी और एडिटिविटी दोनों का एक संयोजन है अब होमोजेनििटी क्या है होमोजेनििटी का मतलब उस प्रॉपर्टी से है जिसके लिए यदि इनपुट की आवश्यकता होती है या आप कह सकते हैं कि नेटवर्क उत्तेजना का एक कांस्टेंट से गुणा किया जाता है तो आउटपुट भी उसी से गुणा किया जाता है इसका मतलब है कि आपके उत्तेजना और प्रतिक्रिया में होमोजेनििटी होगी जिसका अर्थ है कि यदि आप कांस्टेंट K कहकर किसी विशेष इनपुट वोल्टेज को मापते हैं तो एक विशेष एलिमेंट का वोल्टेज या उस एलिमेंट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले करंट भी प्रभावित होगा तो उसी कांस्टेंट K से गुणा करते है तो अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे हम ओम के नियम का पालन करते हुए एक रजिस्टर का उदाहरण लेते हैं ओम के नियम के रूप में आप वोल्टेज के लिए क्या लिख सकते हैं वोल्टेज करंट I गुणा रेजिस्टेंस R से लिखा जाता है अब अगर यह होमोजेनििटी प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है तो इसका मतलब है कि यदि करंट कांस्टेंट K द्वारा बढ़ाया जाता है तो वोल्टेज भी कांस्टेंट K से बढ़ेगा इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं आप K IR लिख सकते हैं लेकिन K V कुछ भी नहीं है एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहेगी कि मल्टीपल इनपुट्स की प्रतिक्रिया अलग अलग लागू किए गए प्रत्येक इनपुट पर प्रतिक्रियाओं का योग है अब मान लें कि सर्किट में आपके पास 2 वोल्टेज सोर्स हैं जो शायद आप और को कह सकते हैं जो एक रेजिस्टेंस R पर लागू होते हैं और अलग से एक रेजिस्टेंस R पर लागू होते हैं आइए हम 1 dc सोर्स लेते हैं और हमारे पास रेसिस्टर R है हमारे पास एक और dc सोर्स है और मान लीजिए कि यह किसी स्विच के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो आपके पास वोल्टेज के लिए या तो या वोल्टेज से जुड़ा एक स्विच है तो अब जब यह V1 से जुड़ा होगा तो आपके पास कुछ करंट होगा जो इसके माध्यम से बहेगा और इस पर होगा और आपको यह मान मिलेगा यदि आप बिंदु 1 से बिंदु 2 पर स्विच करते हैं तो इसका मतलब है कि अब यह वोल्टेज से जुड़ा हुआ है तो यह कहना होगा कि यह करंट है इसलिए होगा अब जब आप और दोनों को एक ही समय में लागू करते हैं तो मान लें कि करंट व्यक्तिगत वोल्टेज द्वारा प्रदान की गई अलग अलग धाराओं का योग होना चाहिए और यह इस समीकरण का अनुसरण करेगा जैसे के बराबर होगा तो इसे मूल रूप से एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहा जाता है जिसका अर्थ है कि आप व्यक्तिगत वोल्टेज या करंट सोर्स की प्रतिक्रियाएं जोड़ सकते हैं और अंतिम प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं जो करंट या वोल्टेज के रूप में हो सकती है अब हम कहते हैं कि एक रजिस्टर एक लीनियर एलिमेंट है इसलिए क्योंकि रजिस्टर का वोल्टेज और करंट संबंध होमोजेनििटी और एडिटिविटी दोनों गुणों को संतुष्ट करता है तो हम सामान्य रूप से इस सर्किट को क्या कह सकते हैं यदि यह एडिटिव और होमोजेनियस है अब एक लीनियर सर्किट क्या है लीनियर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें केवल लीनियर एलिमेंट्स लीनियर डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो लीनियर सर्किट में आउटपुट लीनियर रूप से इसके इनपुट से संबंधित है अब हालांकि यह सर्किट लीनियर हो सकता है लेकिन इसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप नॉनलीनियर हो सकता है तो क्या हम इस मामले में होमोजेनििटी और एडिटिविटी को लागू कर सकते हैं इसलिए यदि मान लें कि आपका इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट एक रेज़िस्टर में पावर है तो वे किस रिश्ते का पालन करेंगे वे इस तरह के रिश्ते का पालन करेंगे तो अब अगर आप इस विशेष समीकरण को वोल्टेज और पावर के बीच संबंध को लीनियर नहीं देखते हैं तो उस स्थिति में आप रेजिस्टेंस पावर को प्राप्त करने के लिए होमोजेनििटी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी को लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये लीनियरली संबंधित नहीं हैं इसलिए इस विशेष मॉड्यूल में हम जो भी थ्योरम कवर करेंगे वह पावर पर लागू नहीं होगा क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध लीनियर नहीं है अब हम लीनियरटी प्रॉपर्टी को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं आइए नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए एक लीनियर सर्किट पर विचार करें यहां हमारे पास एक लीनियर सर्किट है जो इस विशेष बॉक्स के अंदर है हमें नहीं पता कि उस सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है जिसे हम जानते हैं कि कुछ इनपुट लागू किया जा रहा है और हमें पता चल रहा है कि रजिस्टर R के माध्यम से बहने वाले करंट का मूल्य क्या है अब धारणा यह है कि लीनियर सर्किट के अंदर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है इसलिए सोर्स केवल है और जिस आउटपुट को हम मापना चाहते हैं वह रजिस्टर R में करंट के माध्यम से बह रहा है अब अगर लोड R के माध्यम से करंट आउटपुट है और एक मामले में जब आप V लागू करते हैं तो i 2 A मिलता है मान लीजिए आप एक प्रयोग कर रहे हैं आपको पता नहीं है कि अंदर क्या है लेकिन आप एक इनपुट सोर्स को उसके इनपुट टर्मिनलों पर लागू कर रहे हैं और एक लोड R को इसके आउटपुट टर्मिनल पर जोड़ रहे हैं और आप करंट को नाप रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यदि आपने यहां एक अमीटर जोड़ा है और आप इस अमीटर के माध्यम से करंट का मान माप रहे हैं अब अगर आप लीनियर सर्किट के इनपुट पर 10 वोल्ट लगाते हैं और आपको 2 एम्पीयर करंट मिल रहा है तो मान लीजिए कि जब आपसे वोल्टेज के 1 वोल्ट होने पर करंट के मान का पता लगाने के लिए कहा जाए और आप जानते हैं कि यह एक लीनियर सर्किट है तो एक प्रयोग किए बिना आप सीधे कह सकते हैं कि जब 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इनपुट टर्मिनलों में लगाया जाता है तो उस रजिस्टर से बहने वाला करंट 02 एम्पीयर होगा इसी तरह यदि आप रजिस्टर के माध्यम से 1 एम्पीयर के रूप में करंट प्राप्त करना चाहते हैं तो इनपुट वोल्टेज का मान क्या होगा इनपुट वोल्टेज का मान 5 वोल्ट होगा क्योंकि यह एक लीनियर सर्किट है और यह होमोजेनििटी प्रॉपर्टी का पालन करेगा जो कहता है कि यदि आप कुछ पैरामीटर K के माध्यम से स्केल अप या स्केल डाउन करें तो इनपुट आउटपुट संबंध नहीं बदलना चाहिए यदि इनपुट कांस्टेंट K द्वारा बढ़ाया या घटाया जाता है तो आउटपुट भी उसी कांस्टेंट K से बढ़ेगा या घटेगा अब एक उदाहरण लेते हैं कि हमने जिन गुणों पर चर्चा की जैसे कि लीनियरटी और एडिटिविटी और होमोजेनिटी मान लीजिए कि इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स V है और हमें 4 ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से बहने वाले करंट के मूल्य का पता लगाना होगा जब वोल्टेज 12 वोल्ट है और जब वोल्टेज 24 वोल्ट है तो यह होमोजेनििटी का मामला होगा कि हमें क्या करना है जैसा कि हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी हमने इस तरह के सर्किट को हल करने के लिए मेष एनालिसिस किया था इसलिए यहाँ हम मेष एनालिसिस को फिर से लागू करेंगे और करंट का मूल्य पता लगाने की कोशिश करेंगे जो कि पहले मामले वोल्ट का है तो यदि आप KVL को उन 2 लूप्स पर लागू करते हैं मान लेते हैं कि और मेष करंट हैं तो इस विशेष मेष के लिए आप लिख सकते हैं अब यदि आप देखें कि का मान क्या है तो समीकरण को इस रूप में लिखा जा सकता है और आप दोनों समीकरण का उपयोग कर सकते हैं और इसे हल करेंगे आपको जो मिलेगा उस मामले में जब आप V लेते हैं तो आप करेंगे A अब आपको पूर्ण सर्किट समीकरण फिर से Vs की गणना करने की आवश्यकता नहीं है वह 24 के बराबर है क्योंकि आप जानते हैं कि यह विशेष सर्किट एक लीनियर सर्किट है तो आप क्या करेंगे आप बस होमोजेनििटी प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे और आप कह सकते हैं कि A होगा जब उस मामले में V होगा तो इसका मतलब है कि जब सोर्स मूल्य डबल होगा भी डबल होगा क्योंकि होमोजेनििटी प्रॉपर्टी है अब हम एक महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में बात करते हैं जिसे सुपरपोजिशन थ्योरम कहा जाता है अब यदि किसी सर्किट में 2 या अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो एक विशिष्ट वेरिएबल के मान को निर्धारित करने का एक तरीका जो वोल्टेज या करंट हो सकता है नोडल या मेष एनालिसिस का उपयोग करना है जिसका हमने पिछले सप्ताह में चर्चा की थी अब सर्किट वेरिएबल में प्रत्येक इंडिपेंडेंट सोर्स के योगदान को अलग से निर्धारित करने के लिए और फिर आप उन्हें अंतिम वेरिएबल मान प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं तो इस तरह से जब आप प्रत्येक इंडिपेंडेंट सोर्स के योगदान को अलग से निर्धारित करते हैं और फिर जोड़ते है इसे एक सुपरपोजिशन थ्योरम कहा जाता है तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में एक एलिमेंट पर वोल्टेज प्रत्येक इंडिपेंडेंट सोर्स के अकेले कार्य करने के कारण उस एलिमेंट पर वोल्टेज का बीजीय योग होता है तो यह सुपरपोजिशन थ्योरम की पूरी प्रॉपर्टी देगा जहाँ अगर आपके पास नेटवर्क में कई वोल्टेज सोर्स या कई करंट सोर्स हैं तो आपको एक समय में 1 सोर्स लेना होगा और अपनी रुचि के एक एलिमेंट में करंट के माध्यम से वोल्टेज का पता लगाना होगा एलिमेंट प्रॉपर्टी जिसे आप जानना चाहते हैं और फिर जब आपको प्रत्येक और व्यक्तिगत वोल्टेज या करंट सोर्स के लिए इंडिपेंडेंट रूप से मूल्य प्राप्त करने के लिए सर्किट वेरिएबल मिलते हैं तो आप उन्हें सर्किट वेरिएबल के अंतिम मूल्य को जोड़ देंगे वह वोल्टेज या करंट क्यों हो सकता है क्योंकि यह सुपरपोजिशन लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है इसलिए जब आप सर्किट को हल करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करना चाहते हैं तो होमोजेनििटी और एडिटिविटी दोनों लागू होंगे अब सुपरपोजिशन थ्योरम का यह सिद्धांत हमें प्रत्येक इंडिपेंडेंट सोर्स के योगदान की गणना करके एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ एक लीनियर सर्किट का एनालिसिस करने में मदद करता है अब इस सुपरपोजिशन थ्योरम को लागू करने से पहले हमें 2 बातों को ध्यान में रखना होगा कि जब आप सर्किट को हल करने की कोशिश करेंगे तो आप एक समय में केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स पर विचार करेंगे जबकि अन्य इंडिपेंडेंट सोर्स बंद हो जाएंगे तो बंद का मतलब क्या है वोल्टेज सोर्स के मामले में यह शॉर्ट सर्किटेड किया जाएगा और करंट सोर्स के मामले में यह ओपन सर्किटेड होगा इसलिए यदि आपके पास नेटवर्क में कई वोल्टेज और करंट सोर्स हैं तो आप एक समय में एक सोर्स लेंगे और अन्य सोर्स या तो यह शॉर्ट सर्किटेड किए जाएंगे यदि वे वोल्टेज सोर्स हैं और करंट सोर्स ओपन सर्किटेड होगा अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस विशेष धारणा को डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स के मामले में लागू नहीं कर सकते हैं और आपको उन्हें सर्किट के साथ रखना होगा और उन्हें हल करना होगा जैसे कि आपने नोडल एनालिसिस या मेष एनालिसिस जैसे अन्य सर्किट्स के लिए हल किया है तो डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज या करंट सोर्स हो सकता है जो सर्किट में बरकरार रहना चाहिए तो सारांश में आप सुपरपोजिशन थ्योरम को लागू करने के लिए क्या कह सकते हैं आप पहले एक को छोड़कर सभी इंडिपेंडेंट सोर्सों को बंद कर देंगे किसी भी नेटवर्क एनालिसिस तकनीक का उपयोग करके एक्टिव सोर्स के कारण आउटपुट वोल्टेज या करंट को प्राप्त कर सकते है अब आप अन्य इंडिपेंडेंट सोर्सों के लिए इसके स्टेप 1 और 2 को दोहराएंगे इसलिए इन 2 स्टेप्स को एक समय में एक अन्य इंडिपेंडेंट सोर्सों के लिए दोहराया जाएगा फिर उन्हें बीजगणितीय रूप से जोड़कर कुल योगदान का पता लगाएं ताकि आपको सभी इंडिपेंडेंट सोर्सों का योगदान मिले तो इन 4 स्टेप्स का उपयोग सुपरपोजिशन थ्योरम को लागू करने और सर्किट वेरिएबल का पता लगाने के लिए किया जाता है अब एक बड़ा नुकसान आप देखेंगे जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम लागू करते हैं तो आपको सुपरपोज़िशन का उपयोग करते समय अधिक काम करने की आवश्यकता होती है कारण सरल है क्योंकि जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम लागू करते हैं तो आपको एक समय में एक सोर्स लेना होता है इसलिए इसका मतलब है कि नेटवर्क में कई इंडिपेंडेंट सोर्सों द्वारा एक ही सर्किट का विश्लेषण और गुणा किया जाना है मान लीजिए कि 3 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं जिसका मतलब है कि आपको 3 सर्किट का विश्लेषण करना है और उसके बाद आपको अंतिम आउटपुट प्राप्त करने के लिए गठबंधन करना होगा तो इसका मतलब है कि एक ही सर्किट को सरल बनाकर 3 बार विश्लेषण करना होगा सरल का मतलब है कि करंट वोल्टेज सोर्स या तो शॉर्ट सर्किटेड होंगे या करंट सोर्स ओपन सर्किटेड होगा और वोल्टेज सोर्स ओपन सर्किटेड होगा एक जो आप उस सर्किट में विश्लेषण करने जा रहे हैं तो यह आपको सर्किट का विश्लेषण करने के लिए और अधिक काम दे रहा है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बहुत जटिल सर्किट को बहुत सरल सर्किट करने में हमारी मदद करता है क्योंकि आप शॉर्ट सर्किट के साथ वोल्टेज सोर्स और एक ओपन सर्किट के साथ करंट सोर्स की जगह ले रहे हैं इसलिए सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करते हुए यद्यपि आप एक समय में 1 वोल्टेज सोर्स या 1 करंट सोर्स ले कर कई सर्किटों का विश्लेषण कर रहे हैं अंततः आपको समाधान बहुत जल्दी मिल सकता है क्योंकि सर्किट अब कई सोर्सों से जुड़े होने की तुलना में सरल हैं और आप उस सर्किट का विश्लेषण कर रहे हैं और सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियरटी पर आधारित है इसलिए अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना आसान है अब जब हमने पहले चर्चा की है कि वोल्टेज और पावर और करंट के बीच नॉन लीनियर संबंध है इसलिए पावर के मूल्य का पता लगाने के लिए आप सुपरपोजिशन थ्योरम को लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि रजिस्टेंस द्वारा अवशोषित पावर वोल्टेज और करंट के वर्ग पर निर्भर करती है जो कि वोल्टेज और करंट के बीच एक नॉन लीनियर है अब अगर आपको पावर के मूल्य का पता लगाने की आवश्यकता है तो आप क्या कर सकते हैं आप या तो सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से करंट या वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं और फिर करंट और वोल्टेज का मान पाकर पावर के मान की गणना कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप एक साधारण संबंध का उपयोग कर सकते हैं है और आप सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करके रेज़िस्टर के वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं जब आप अंतिम वोल्टेज प्राप्त करते हैं तो आप बस इस समीकरण की मदद से पावर के मूल्य की गणना कर सकते हैं तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करके सीधे पावर के मूल्य का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप VI के लीनियर संबंध का उपयोग कर सकते हैं और सर्किट को हल करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं अब हम एक उदाहरण लेते हैं ताकि आप सुपरपोजिशन थ्योरम को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकें अब यदि 2 सोर्स हैं यदि आप इस विशेष सर्किट में देखते हैं तो आपके पास 2 सोर्स हैं एक वोल्टेज सोर्स है दूसरा एक करंट सोर्स है अब आपको 4 ओम रजिस्टर पर वोल्टेज का पता लगाने की आवश्यकता है तो आप कह सकते हैं कि आप सर्किट को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं जो आप एक बार में 1 सोर्स ले रहे हैं पहला आप वोल्टेज सोर्स लेंगे और दूसरा आप इसे करंट सोर्स के रूप में लेंगे और सर्किट का विश्लेषण करेंगे मान लीजिए जब आप पहले वोल्टेज सोर्स लेते हैं और इस सर्किट का विश्लेषण करते हैं तो आपको 4 ओम रजिस्टर पर वोल्टेज के रूप में मिला है जब आप सर्किट में करंट सोर्स लागू करते हैं तो आपको रजिस्टर पर वोल्टेज के रूप में मिलता है क्योंकि यह एक लीनियर सर्किट है रजिस्टर होगा तोआइए हम एक बार में 1 सोर्स लें मान लीजिए यदि आप पहले वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो आप क्या करेंगे आप एक ओपन सर्किट के रूप में करंट सोर्स करेंगे अपडेटेड सर्किट जो आप यहां देखेंगे यह इस तरह होगा जहां आपके पास 6 वोल्ट होंगे और फिर 4 ओम रेजिस्टेंस पर वोल्टेज के मूल्य का पता लगाना होगा तो यह एक सरल सर्किट होगा इसलिए आपको किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को लागू करना होगा और वोल्टेज के मूल्य का पता लगाना होगा जो इस मामले में 2 वोल्ट का हो सकता है अब प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे आपको बस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना होगा और करंट सोर्स को लागू करना होगा तो उस स्थिति में क्या होगा आपको इस विशेष नोड पर करंट विभाजन का उपयोग करना होगा आपको 4 ओम रजिस्टर के माध्यम से बहने वाले करंट का मूल्य मिलेगा जो कि 2 एम्पीयर के अलावा कुछ भी नहीं है तो उस स्थिति में वोल्ट है आपको यह 8 वोल्ट के रूप में मिलेगा और अंत में सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करके आप जो कह सकते हैं कि इस विशेष सर्किट में कुल 4 ओम के रेजिस्टेंस में कुल वोल्टेज 10 वोल्ट होगा अब हम थोड़ी जटिल समस्या लेते हैं जहाँ आपके पास सर्किट में 1 डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है तो अब आपको सुपरपोजिशन थ्योरम लागू करना है यहां आप देखेंगे कि आपके पास 1 करंट सोर्स 1 वोल्टेज सोर्स है और आपका उद्देश्य करंट के मूल्य का पता लगाना है जो 5 ओम रेजिस्टेंस से बह रहा है तो आप करंटको विभाजित करते हैं 4 एम्पियर करंट सोर्स के योगदान के कारण है और 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के योगदान के कारण है अब पहले प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है हमें 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना होगा तो हम इस सर्किट को प्राप्त करेंगे जहां हमारे पास शॉर्ट सर्किटेड वोल्टेज सोर्स है अब हम बदल नहीं सकते हैं या हम शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट पर डिपेंडेंट सोर्सों को नहीं कर सकते हैं तो इस मामले में यह एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इसलिए हम सर्किट के साथ अक्षुण्ण रखते हैं वोल्टेज सोर्स का मान होगा क्योंकि अभी इस विशेष सर्किट में बह रहा है जिसे हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किटेड करते हुए विश्लेषण कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना है हमें का मान प्राप्त करने के लिए मेष एनालिसिस को लागू करना होगा इसलिए हम देखते हैं कि प्रत्येक लूप के लिए अब 3 लूप हैं यदि हम किरचॉफ के नियम को लागू करते हैं तो के लिए करंट 4 एम्पीयर होगा जो सीधे है आप आकृति से देख सकते हैं यदि आप लूप 2 के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लागू करते हैं तो ये आपको मिल जायेगा लूप 3 के लिए यदि आप देखते हैं कि आप KVL का उपयोग करके मैश समीकरण लिख सकते हैं अब चूंकि यह डिपेंडेंट सोर्स लूप समीकरण है इसलिए इस सर्किट को हल करने में सक्षम नहीं है हमें करंट नोड्स का पता लगाने के लिए एक नोड लेना होगा और KCL को भी लागू करना होगा इसलिए यदि आप नोड 0 पर KCL लगाते हैं उपरोक्त का उपयोग करने से आपको 2 समीकरण मिलेंगे जो किऔर के संदर्भ में हैं इसलिए यदि आप सरल करते हैं तो आपको मूल्य मिलेगा अब वोल्टेज सोर्स का योगदान प्राप्त करने के लिए है आप इस मामले में क्या करेंगे 5 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से आपका करंट है तो आपका डिपेंडेंट सोर्स मूल्य अब हो जाएगा अब यदि आप फिर से मेष 4 के लिए मेष समीकरण लिखते हैं इसी तरह लूप 5 के लिए आप मेष समीकरण लिखेंगे तो क्यों क्योंकि 1 ओम के माध्यम से बहने वाला करंट के लिए है यह इस दिशा में है और यह विपरीत दिशा में है तो इस एक ओपन रेजिस्टेंस के कारण होगा क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स के लिए 10 ओम मूल्य के कुल 3 रजिस्टेंस हैं इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के लिए और हैं अब जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि के विपरीत बह रहा है इसलिए के बजाय हम इन समीकरणों में लिख सकते हैं इसलिए जब हम का मान डालेंगे तो आपको ये दो समीकरण मिलेंगे और जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा तो अंत में जब आप इस विशेष सर्किट को ले लेंगे जिसका अर्थ है कि अंतिम सर्किट में आपको पता चल जाएगा कि आपने और का मान पाया है आप सिर्फ मान जोड़ते हैं आपको का अंतिम मान मिलेगा जो 04076 A है तो इस तरह से आप सर्किट वेरिएबल की गणना करने के लिए इस सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं तो इस मामले में सर्किट वेरिएबल 5 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से करंट बह रही है इसलिए सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करते हुए पहले आपने वोल्टेज सोर्स को हटा दिया और फिर आप करंट सोर्स को हटा देते हैं और अंत में 5 ओम रेजिस्टेंस से करंट बहती हैं क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स के रूप से सारांशित थे क्योंकि यह लीनियरटी प्रॉपर्टी का पालन करेगा तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद करते हैं हम कुछ अन्य थ्योरमों के बारे में बात करेंगे धन्यवाद